सभी को नमस्कार आज हम ट्रांसिस्टर ट्रांसिस्टर लॉजिक के बारे में डिस्कस करेंगे हम TTL ट्रांसफर कैरेक्टरस्टिकस और विभिन्न ऑपरेटिंग पैरामीटरस TTL ओपन कलेक्टर कंफीग्रेशन उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं TTL ट्राईस्टेट और शॉटकी TTL आज देखेंगे पिछले क्लास में हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया था TTL से और वहां हमने फेस स्प्लिटर पर खत्म किया था यह फेस स्प्लिटर है और आप देख सकते हैं कि यह काफी इंपोर्टेंट है जब हम TTL एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं और टोटेम पोल आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से हमने हमारा पिछला क्लास खत्म किया था इस क्लास में हम उसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखेंगे तो यह फेस स्प्लिटर है और हमने यह भी मेंशन किया था कि इस रजिस्टेंस को हम 0 नहीं कर पाएंगे तो यह पिछले क्लास में देखा था और हमने नोट किया था तो इस पार्टिकुलर चीज में हम इनवर्टड कैरेक्टरस्टिकस देख रहे हैं इसमें चार अलग जोनस है तो बारी बारी से हम हर एक के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम इस केस के साथ शुरुआत करेंगे जहां इनपुट वोल्टेज 0 है तो Vi 0 है VB4 के लिए डिफरेंस है यह पर्टिकुलर वोल्टेज यह VB4 है जो हम कुछ देर बाद डिसकस करेंगे तो यह आपका VB4 है तो जब यह 0 है तब क्या हो रहा है करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस ट्रांजिस्टर का बेस करंट काफी कम है जिसके कारण कलेक्टर करंट भी कम है तो यह ट्रांजिस्टर का IE ज्यादा होगा तो यह सैचुरेशन में होगा और जब यह सैचुरेशन में है तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस ट्रांसिस्टर को इनफ करंट नहीं मिलता है ऑन होने के लिए तो यह T4 ऑफ रहता है याने की कट ऑफ में रहता है और जब T4 ऑफ है तो इसके द्वारा कोई करंट फ्लो नहीं होता है तो T3 भी कट ऑफ में है तो यह दो चीज है जो हम देख सकते हैं T1 सैचुरेशन में है तो उस वक्त T2 को क्या होता है उस वक्त T2 ऑन रहता है और जो करंट फ्लो हो रहा है T2 से होते हुए वह लोड पर डिपेंड करता है क्योंकि T3 ऑफ है तो एक टिपिकल लोड के लिए जो करंट यहां है वह बेस करंट है और वह काफी कम है तो IB और RC4 यह ड्रॉप काफी कम है जिसके कारण आउटपुट वोल्टेज के लिए हम डायोड के अक्रॉस होने वाला ड्रॉप और ट्रांजिस्टर के बेस एमिटर जंक्शन के अक्रॉस होने वाला ड्रॉप को लेंगे तो टिपिकली वह 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 07 जिसका वैल्यू 36 वोल्ट है ज्यादा करंट यदि लोड ड्रॉ करता है तो दोनों ही सैचूरेशन में जा सकता है तो उस वक्त यह दो ड्रापस 075 वोल्ट के आस पास रहेगा इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हमने यह कंसीडर किया है ट्रांसिस्टर transisotr जब ऑन होना शुरुआत करता है तो बेस एमीटर जंक्शन वोल्टेज 065 वोल्ट है फिर जैसे ही वह ऑपरेट होना स्टार्ट करता है और एक्टिव बन जाता है 075 वोल्ट पर इस तरीके से हम बेस एमीटर वोल्टेजस को देखते हैं ट्रांजिस्टर इनवर्टर करैक्टेरिस्टिक्स के एप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए तो उस पर्टिकुलर केस के लिए हमें 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 075 जिसका वैल्यू 35 वोल्ट है इतना वोल्टेज आउटपुट पर अवेलेबल होगा जब एक लोड कनेक्टेड रहेगा जो ज्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है तो फिर इस पॉइंट 35 वोल्ट 0 वोल्ट पर ट्रांसफर कैरेक्टरस्टिक्स में ढूंढ लेते हैं अब जैसे ही इनपुट वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे करंट हो सकता है कि इस डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाए जब यह 065 वोल्ट है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर तो क्या होगा यह की यह ट्रांसिस्टर T4 ऑन हो जाएगा यह बेस एमिटर जंक्शन ऑन हो जाएगा यही है जो हमने कंसीडर किया है तो उस वक्त 065 वोल्ट और यह कलेक्टर सैचुरेशन ड्रॉप जो कि 01 वोल्ट है तो Vi के 055 वोल्ट पर हम देखते हैं कि T4 ऑन होना स्टार्ट होता है तो यह एक बड़ा पॉइंट A है जो हम कैरेक्टरस्टिक्स में देख सकते हैं तो अब हम रीजन II में जाएंगे तो रीजन II में क्या हुआ है T4 एक्टिव बन गया है तो इसके ट्रु करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया है तो IE4 और Re यह ड्रॉप यहां है तो यह जो ड्रॉप है यह काफी नहीं है ट्रांजिस्टर T3 को ऑन करने के लिए वह अब भी 065 वोल्ट से कम है तो इस वक्त क्या होगा केवल यही ऑन रहेगा और T3 कट ऑफ में रहेगा यही है जो रीज़न II है यहां पर अब उस वक्त क्योंकि यह कंडक्ट करना है स्टार्ट कर चुका है यह जो ड्रॉप है वह अभी काफी कम नहीं रहेगा यह IRc ड्रॉप Rc4 के अक्रॉस अब कम नहीं रहेगा तो उस वक्त अगर आप T4 के अक्रोस का वोल्टेज गेन देखें तो जो बेसिक ट्रांजिस्टर एंपलीफायर का प्रिंसिपल है उसके हिसाब से गेन Rc4 बाय Re है तो यह गेन है जो हम देखेंगे इस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन में और गेन हम कैलकुलेट करके देखे तो वह 14 किलो ओहम है और यह 1 किलो ओहम है और जैसे हम उसको बढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे से यह पर्टिकुलर ट्रांसिस्टर 14 का गेन ऑफर करेगा जो आप देख सकते हैं इस स्लोप से जिससे वह कम हो रहा है कब तक यह काम होगा कब ऑपरेट करना स्टार्ट करेगा जब यह वोल्टेज 065 वोल्ट है जब यह 065 वोल्ट है तो कितना करंट फ्लो हो रहा है तो 065 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 किलो ओहम है तो यह करंट है और इसे मल्टीप्लाई बाय 14 वह हमें वोल्टेज ड्रॉप देगा इसके अक्रॉस उस समय पर जब वह ऑपरेट करना स्टार्ट करता है और उस वक्त आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट माइनस 075 075 माइनस यह पर्टिकुलर ड्रॉप तो 35 माइनस यह ड्रॉप तो उसका उत्तर है 26 वोल्ट और उस वक्त इनपुट वोल्टेज यहां पर 07 वोल्ट है और यहां पर 065 वोल्ट है वह बन जाता है 135 वोल्ट जो कि VB4 है जिसकी जरूरत है और माइनस सैचुरेशन वोल्टेज जो कि 01 वोल्ट है जिसका उत्तर 125 वोल्ट है जो आप देख सकते हैं इस ब्रेक पॉइंट B पर तो यह जोन II है और इस तरीके से हम उसे डिफाइन करते हैं अब हम जोन III के बारे में देखेंगे तो जोन III में T3 और T4 दोनों ही एक्टिव है तो आप इस पर्टिकुलर प्लेस को देख रहे हो तो इस बेस एमिटर जंक्शन के अक्रोस जो रेजिस्टेंस है जिसे h पैरामीटर टर्म में hie ऐसे डिफाइन करते हैं जिसे हमने rd ऐसे डिफाइन किया है बेस एमिटर जंक्शन के रेजिस्टेंस को हम डायोड रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट कंसीडर कर सकते हैं जो h पैरामीटर रिप्रेजेंटेशन से वाकिफ है वह जानते हैं कि यह कुछ नहीं बल्कि h पैरामीटर में hie है तो यह रजिस्टेंस rd के साथ पैरॅलल् में आएगा इसके वजह से गेन का वैल्यू Re पैरॅलल् rd बन जाएगा डिनॉमिनेटर में और न्यूमैरेटर में Rc4 रहेगा rd का वैल्यू 1 किलो ओहम के ऑर्डर का है तो जैसे ही करंट ज्यादा फ्लो होता है तो हम जानते हैं कि करंट वर्सेस वोल्टेज का जो कर्व है उसमें हायर करंट पर rd का वैल्यू नीचे आ जाएगा तो यह एक्जेक्टली इस पार्टिकुलर वैल्यू पर नहीं रहेगा और धीरे धीरे डिनॉमिनेटर कम होते जाएगा पर अपने कैलकुलेशन के लिए जो कि अप्रॉक्सिमेट कैलकुलेशन के लिए यह काफी है तो 1 किलो ओहम और 1 किलो ओहम पैरॅलल् में 05 किलो ओहम देगा और हमें गेन 28 मिलेगा अब जब यह कंडक्ट कर रहा है एक्टिव रीजन में तो यह वोल्टेज गैन प्रोवाइड करता है तो यह वोल्टेज गैन आउटपुट पर निर्भर है वोल्टेज में आने वाले चेंज पर जो कि T3 के बेस पर हो रहा है और उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं बीटा फॉरवर्ड के तौर पर जो कि rd है बीटा फॉरवर्ड और कुछ नहीं बल्कि h पैरामीटर टर्म hfe है hfe जैसा कि हम जानते हैं वह करंट गेन है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में बीटा है ट्रांजिस्टर के फॉरवर्ड एक्टिव मोड में तो उस वक्त क्या हो रहा है तो यह बीटा फॉरवर्ड और कलेक्टर रजिस्टेंस पर्टिकुलर ट्रांसिस्टर के लिए और बेस एमीटर के अक्रॉस जो रजिस्टर है जो कि hie या rd है तो यह AV3 है अब इफेक्टिव Rc3 को कैसे कैलकुलेट करते हैं तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यह रजिस्टेंस डायोड रजिस्टेंस यह रजिस्टेंस बेस एमीटर जंक्शन पर और यह Rc4 डिवाइडेड बाय बीटा फॉरवर्ड हमें इफेक्टिव कलेक्टर साइड देगा इस कैलकुलेशन के लिए जहां यदि हम वैल्यू को सब्सीट्यूट करें तो हमें 34 मिलता है कैस्केडड स्टेज के लिए गेन वह गेन फॉरवर्ड है जो यहां से आ रहा है डेल्टा VB4 का चेंज चेंज जो यहां से आ रहा है डेल्टा VB4 और डेल्टा VB3 यहां पर जो चेंज हो रहा है वह सेम है एमिटर फॉलोअर के कारण तो इफेक्टिव गेन जो है इन दोनों का सम्मेशन है और हमें एक अप्रॉक्सिमेट्स स्लोप 62 का मिलता है जो बढ़ने लगता है जैसे करंट ज्यादा से ज्यादा फ्लो होने लगता है तो तरीके से तीसरा जोन आता है और T3 सैचुरेट हो जाता है यह पर्टिकुलर ट्रांसिस्टर सैचुरेट होता है जब वह 075 का वोल्टेज पहुंचता है तो यह 075 है और यह T4 075 के पहले ही सैचुरेट हो जाता है और इनपुट साइड पर आप 01 यह वोल्टेज देख सकेंगे जब कि 135 वोल्ट यहां पर है यह 135 वोल्ट जो आप इनपुट साइड से देखते हैं VB4 साइड से वह 145 है तो यह पॉइंट C है और इसे इसे डिफाइन किया जाता है तो Vi बढ़ता जा रहा है तो अब क्या होगा अब T4 भी सैचूरेशन में चला जाएगा और वह वोल्टेज रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 075 माइनस 01 यह Vi रहेगा उस वक्त और Vo 01 वोल्ट रहेगा यदि वोल्टेज को बढ़ाते रहें तो क्या होगा ट्रांजिस्टर चलता रहेगा और यह इस डायरेक्शन में करंट भेजता रहेगा वह रिवर्स डायरेक्शन में काम करेगा एमीटर कलेक्टर के तौर पर काम करेगा और कलेक्टर एमिटर के तौर पर काम करेगा और करंट दूसरे डायरेक्शन में जाएगा और उसके लिए इन्वर्स बीटा का वैल्यू एपी काफी कम होगा तो यदि आप इसे देखें नॉर्मल स्टेबल ऑपरेशन के तौर पर यह रीजन I और रीजन IV है इस रीजन I और रीजन IV हम यह देखते हैं कि कैसे यह T4 कंडक्ट करता है तो रीजन I मैं हमने पहले ही देखा है की T4 ऑफ है और जब T4 ऑफ रहता है तो यह हाइ high है जिसके कारण यह ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है और यह लो हैं तो यह है रीजन I के बारे में दूसरा जो स्टेबल कंडीशन है वह रीजन IV है और उस वक्त क्या हो रहा है उस पर्टिकुलर कंडीशन में तो रिजन IV में यह सैचुरेशन में है इस वक्त यह लो है जिसके कारण यह दोनों ट्रांसिस्टर ऑन हो जाता है और यह हाई है जो इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर देता है तो यह ट्रांजिस्टर ऑन है तो 075 वोल्ट 02 वोल्ट यहां तो कुल मिलाकर 095 वोल्ट काफी नहीं है दोनों ट्रांसिस्टर और डायोड को ड्राइव करने के लिए याने की ऑन करने के लिए तो यह ट्रांसिस्टर ऑफ रहेगा तो उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से जब एक लो है और दूसरा हाई है वैसे ही जब एक हाई है तो दूसरा लो है तो इसका मतलब वह हमेशा आउट ऑफ फेस रहते हैं इसलिए उसे फेस स्प्लिटर कहते हैं और हमने पहले ही नोट किया है कि इस पर्टिकुलर जोन में यहT2 ओ T3 दोनों ही एक्टिव है जिसके लिए एक पात है 5 वोल्ट से लेकर ग्राउंड तक जब दोनों ट्रांसिस्टर और डायोड ऑन है जो रजिस्टेंस यहां पर है उसे हमें एक फाइनाइट वैल्यू पर रखना होगा हम उसे 0 नहीं कर सकते हैं नहीं तो काफी ज्यादा करंट फ्लो होगा और पावर डिसिपेशन होगा तो अब हम एक प्रैक्टिकल वाला देखेंगे तो पहले मैंने कहा था कि जो पैरामीटर था वह ऐस्टीमेटेड वैल्यू था तो यदि आप स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरर का डाटा शीट देखें तो तो हम देख सकते हैं कि TTL गेट इनवर्टर 7404 तो उसके अलग अलग पैरामीटर को कैसे स्पेसिफ़ाइ किया गया है तो हम कुछ टर्मस जैसे कि VIH VIL से परिचित है VIH इनपुट साइड का मैक्सिमम वोल्टेजहै जिसे हाई माना जाता है कोई भी वोल्टेज जो इसके ऊपर हो तो उसे हाई माना जाएगा तो अगर हम पीछे देखे तो मैन्युफैक्चरर के हिसाब से टिपिकल लोडिंग सब कंसीडर करते हुए जो वैल्यू उन्होंने मिनिमम केस के लिए कंसीडर किया है वह 2 वोल्ट है तो इनपुट साइड पर जब वह 2 वोल्ट या उससे ज्यादा होगा तो हम इनपुट को हाय कंसीडर करेंगे तो इसका मतलब वह आउटपुट लो देगा उसी तरीके से VIL इनपुट वह इनपुट वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है जिसे लो ट्रीट किया जाता है कोई भी वोल्टेज इससे कम रहा तो उसे लो माना जाएगा अगर हम इस वैल्यू को देखें तो 08 कुछ यहां पर है तो उस वक्त आउटपुट यहां पर है तो कोई वोल्टेज जो इससे कम रहा तो उसे लॉजिक लो माना जाएगा उसी तरीके से VOH VOL यह सारी टर्मस हमने पहले डिफाइन किया है और उसके वैल्यू मैन्युफैक्चरर हमें देंगे और उससे हम नॉइस मार्जिन लो और नॉइस मार्जिन हाई निकाल सकते हैं इनके डेफिनेशन हमने आपसे पहले क्लास में ही डिस्कस किया था और उससे हम देख सकते हैं की TTL के लिए उसके वैल्यूस 04 वोल्ट और 04 वोल्ट है यह मैन्युफैक्चरर के डाटा शीट के हिसाब से है आप करंट वैल्यूस देख सकते हैं इन अलग केस इसके लिए और एक ऐसा कैलकुलेशन जो हम देख सकते हैं एक केस के लिए जहां आप देख सकते हैं कि टोटेम पोल आउटपुट है और सिमिलर गेटस कनेक्ट किया गया है आउटपुटपर तो तो अब अगर हम करंट के साइन के बारे में बात करें तो जो करंट अंदर की तरफ जा रहा है उसे हम पॉजिटिव मानेंगे और जो बाहर आ रहा है उसे हम नेगेटिव मानेंगे तो IOH वह करंट है जो आप देख सकते हैं जिसे पॉजिटिव माना गया है तो अब हम IOL से शुरुआत करेंगे क्योंकि इस उदाहरण में IOL ही है तो जब आउटपुट लो रहता है और करंट जो सिंक होता है वही IOL है और उसका वैल्यू 16 मिली एंपियर है तो यह मैक्सिमम करंट है जो यह सिंक कर सकता है तो इसलिए यह सारे पॉजिटिव है तो यह 16 मिलियम्पीयर है और लोड साइड पर ऐसा ही एक सर्किट है तो जो IIL वहां से आ रहा है उसका वैल्यू क्या है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वह 16 है वह इसलिए क्योंकि वह यहां से आ रहा है और वह वहां जा रहा है तो ऐसे कितने लोड को सर्विस कर सकते हैं इससे तो यह IOL बाय IIL है और दूसरा केस तब होता है जब यह ऑफ है और यह ऑन है और करंट को इस डायरेक्शन में ड्राइव किया जाता है और यह इन्वर्स मोड में है हम जानते हैं कि यह इस डायरेक्शन में जा रहा है इन्वर्स मोड में तो उस वक्त लोड साइड पर जो करंट रहता है वह है IIH और उसका रेंज 40 माइक्रोएम्पीयर है यह वही करंट है जो जाता है जब ट्रांसिस्टर इन्वर्स मोड में ऑपरेट कर रहा है जो कि T4 का बीटा IB है जो IOH यहां से आ रहा है वह IOH इस केस के लिए इस IIH के लिए तो इसका वैल्यू क्या है वह 04 मिली एंपियर ऐसे दिया गया है तो वह फिर से बाहर जा रहा है इसलिए उसका साइन नेगेटिव है तो कितने ऐसे गेट को सर्विस कर सकते हैं तो फिर से हम रेश्यो लेंगे और फाइनाइट रहेगा इन दोनों नंबर में से जो कम रहेगा और कुछ ऐसा हुआ कि सर्किट को मैन्युफैक्चरर ने कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि दोनों ही केसस के लिए यह 10 आया है और इस पर्टिकुलर गेट के लिए पावर डिसिपेशन का ऑर्डर 10 मिली व्हाट है दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वह प्रोपेगेशन डिले है तो प्रिपरेशन डिले हाय टू लो और लो टू हाय जाने पर होता है जो वैल्यू आप देख रहे हैं 12 नैनो सेकंड और 22 नैनो सेकंड लोडिंग पर डिपेंड करता है जितना ज्यादा लोड रहेगा उतना ज्यादा ऐसे कैपेसिटरस पैरॅलल् में आएंगे और ज्यादा टाइम लगेगा और दूसरी वजह जिसके लिए लो से हाई हाय से लो से ज्यादा है वह हमने पहले डिस्कस किया है वह इसलिए कि जो टाइम लगता है ट्रांसिस्टर को सैचुरैशन से बाहर निकालने के लिए यानी कि सैचुरेशन से कट ऑफ में ले जाने के लिए बहुत ज्यादा है क्योंकि चार्ज रीडिसटीब्यूशन की जरूरत है tP हाई टू लो वह केस है जो रिलेटिवली लो है और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के अंतर्गत मेजर करते हैं अब TTL ओपन कलेक्टर वह कैसे काम करता है TTL ओपन कलेक्टर में जो टोटेम पोल का लास्ट स्टेज है मैं कोई रजिस्टेंस नहीं रहता है तो यह ओपन रहता है तो इसे चलाने के लिए हमें एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगाना पड़ता है तो यह एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है और इसे पुलअप रेसिस्टेंस भी कहते हैं अब इस रेजिस्टेंस को वेरी करके हम करंट को वेरी कर सकते हैं और यदि हम एक लाइट एमिटिंग डायोड यहां पर कनेक्ट करते हैं जिसे ज्यादा करंट चाहिए तोउसके हिसाब से उसके रेजिस्टेंस वैल्यूस डिसाइड कर सकते हैं ताकि हम उसे ग्लो करवा सके तो यह एक अच्छी चीज है इसके बारे में ओपन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशनopen collector configuration का दूसरा एस्पेक्ट यह है कि अगर हम ऐसे दो गेट्स को कनेक्ट करते हैं तो यह एक गेट है और यह दूसरा गेट है और इसे यदि हम कनेक्ट कर रहे हैं मतलब इनके दो आउटपुट्स को AND करते हैं तो साथ में यदि इसको एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं कि वह एक वायर्ड AND कनेक्शन देंगे तो ऐसे ही दो और गेट हैं और उन्हें भी अगर हम कनेक्ट करें तो वह भी हमें वायर्ड AND कनेक्शन देंगे जो कि कुछ केसस के लिए यूज़फुल है तो यह एक इंपॉर्टेंट चीज है ओपन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में TTL का एक दूसरा यूज भी है जो हमने पहले डिस्कस किया था ट्राइस्टेट के टर्म्स पर तो ट्राइस्टेट में आउटपुट ना तो करंट ड्राइव कर पाता है ना ही करंट सिंक कर पाता है तो इसे ट्राइस्टेट कहते हैं तो ना ही हाई है ना लो है इसका मतलब इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है तो जब यह इनेबल लॉजिक लो है याने की 0 है तो क्या होगा इन कोई भी केसस के लिए यह पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर के लिए करंट इस डायरेक्शन में ड्रॉ होगा तो ट्रांसिस्टर ऑफ रहेगा तो उस वक्त यह हाई बन जाएगा पर इस डायोड के वजह से वोल्टेज क्लैंप हो जाएगा 07 वोल्ट पर और 0 वोल्ट पर यहां जो कि काफी नहीं है दोनों ट्रांसिस्टर को ऑन करने के लिए तो दोनों ही ऑफ रहता है तो एनेबल 0 है मतलब दोनों ही ऑफ है टोटेम पोल आउटपुट में जब वह हाई रहेगा तब वह इनवर्टर का एक नॉर्मल ऑपरेशन के तरह से बिहेव करेगा तो यह ट्राइस्टेट TTL है जो कि काफी सर्किट के लिए यूज़फुल है तो अब हम TTL NAND गेटस के बारे में देखेंगे जो कि हमने पहले देखा है तो TTL NOR गेट के मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन को देखें तो मैंने टैक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का SN7402 टेक्निकल डॉक्यूमेंट लिया है तो आप क्या देख सकते हैं यह दो इनपुट स्टेज पैरॅलल् में है यह दो फेस स्प्लिटरस पैरॅलल् में है और तो टोटेम पोल वाला हिस्सा कॉमन है यह मल्टी एमीटर NAND गेट है तो इस तरीके से TTL NAND गेटस और NOR गेटस को बनाते हैं और उसका ऑपरेशन तो हमें पता ही है आप देखेंगे इन केसेस में एक इनपुट डायोड है यहां पर जो प्रिवेंट करता है रिंगइंग ट्रांसमिशन लाइन यीशु के वजह से या टर्मिनेशन यीशु के वजह से तो क्या हो सकता है जब हम इसे हाई से लो पर लेकर जाते हैं तो वहां शायद कोई रिंगइंग नहीं होगा तो जब यह सफिशिएंटली लो जाता है तो यह डायोडस कंडक्ट करता है और एनर्जी लेता है तो यह एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पता होना चाहिए प्रैक्टिकल केस में आखरी में यह बताना चाहूंगा इस क्लास में वह है शॉटकी डायोड का इस्तेमाल TTL कंफीग्रेशन में शॉटकी डायोड एक मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन है वह 02 से05 वोल्ट तक का कट इन वोल्टेज देता है तो यह क्लैंप को इस्तेमाल किया गया है ट्रांजिस्टर के बेस और कलेक्टर के बीच में और इसकी वजह से वोल्टेज को क्लैंप करते हैं 035 वोल्ट पर और यदि इसे हम मैन्युफैक्चर करें उस तरीके से तो यह 075 वोल्ट है तो यह 04 वोल्ट सैचुरेशन में जाने से रोक लेता है तो सेचूरेशन के जस्ट पहले वह रोकता है जो की यूसफुल है उसे सेचूरेशन से बाहर लाने के लिए स्विचिंग स्पीड बढ़ जाता है तो यह एक इंपॉर्टेंट चीज है जहां सारे ट्रांसिस्टर को सैचूरेट होना है जिसे चेंज किया गया है एक शॉटकी डायोड के माध्यम से तो यह 74S00 है जो डाटा शीट से लिया गया है तो आप देख सकते हैं कि यह सारे ट्रांसिस्टर्स को चेंज किया गया है शॉटकी डायोड से यहां जो आप देख रहे पहले केवल एक रजिस्टेंस था अब यह T4 से एक एक्टिव पुल डाउन है तो यह मदद करता है चार्ज को लेने के लिए बेस एमिटर जंक्शन से जब वह सैचूरेशन से बाहर निकलता है और दूसरी चीज यह है कि जो आप यहां देख रहे हैं वह एक डार्लिंगटन पैर कंफीग्रेशन और यहां डायोड की जरूरत नहीं है क्योंकि दो ऐसी चीज है तो वह मदद करता है ज्यादा करंट देने में तो यह कॉन्फ़िगरेशन शॉटकी क्लैंप ट्रांजिस्टर के साथ मिलकर स्विचिंग स्पीड बढ़ाता है और जो स्विचिंग स्पीड हमें यहां मिलता है उसका रेंज 3 45 नैनो सेकंड है जो निर्भर है टेस्ट कंडीशन पर और वो यूसफुल है ट्रांसिशन स्पीड एनहांस करने के लिए सारांश लेते हुए तो आज हमने क्या देखा TTL ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक उसमें चार अलग जोनस है वह कैसे काम करता है और उसके अलग ऑपरेटिंग पैरामीटरस हमने देखा की TTL NAND गेट मल्टी एमीटर इनपुट से मिलता है और NOR गेट इनपुट ट्रांसिस्टर और फेस स्प्लिटर के पैरॅलल् कॉन्बिनेशन से मिलता है ओपन कलेक्टर कंफीग्रेशन को एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टेंस की जरूरत है और उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं वायर्ड AND कॉन्फ़िगरेशन के लिए TTL ट्रांईस्टेट हमने देखा है कि जब उसे डिसएबल करते हैं तो टोटेम पोल कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी आउटपुट ट्रांसिस्टर ऑन नहीं रहता है और शॉटकी TTL ट्रांजिस्टर को सैचूरेशन मैं जाने नहीं देता है वह उसे रोक देता है सैचूरेशन से पहले जिसके वजह से स्विचिंग स्पीड एनहांस होता है धन्यवाद